इस लेक्चर में मैं 3D मेज़रमेंट्स एवं कोआर्डिनेट मेजरिंग मशीन पर चर्चा करूंगा विशेष रूप से मैं 3D स्कैनिंग कोआर्डिनेट मेजरिंग मशीन पर चर्चा करूंगा हम कोआर्डिनेट मेजरिंग मशीन पर एक लैब डेमोंस्ट्रेशन करेंगे यहाँ IIT कानपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग की मशीनिंग विज्ञान लैब में कोआर्डिनेट मेजरिंग मशीन है हम उस पर काम करेंगे लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि 3D माप क्या है हम एक बार फिर से उसे दोहराने की कोशिश करेंगे फिर हम देखेंगे कोआर्डिनेट मेजरिंग मशीन क्या होती है और इसके स्पेसिफिकेशन क्या है विशेष रूप से हमारी प्रयोगशाला में जो मशीन है उसके बारे में बात करेंगे फिर हमारे पास UCC है हमारे पास यूनिवर्सल CMM कंट्रोलर है जो एक इनबिल्ट कंपोनेंट की तरह होता है अगर मैं CMM मशीन के बारे में बात करूँ तो जो कंट्रोलर मशीन को कंट्रोलकरता है उसे UCC के नाम से जाना जाता है CMM का उपयोग कर लैब डेमोंस्ट्रेशन देखेंगेहम आपको सभी एक्सिस एवं विभिन्न पार्ट्स को दिखाएंगे और फिर हम देखेंगे कि उन सभी चीजों का डिग्री ऑफ़ फ्रीडम कितना है और फिर हम एक कॉम्पोनेन्ट को मापने की कोशिश करेंगे जो एक मानक कॉम्पोनेन्ट की तरह ही होगा 3D माप क्या हैं 3D माप भौतिक वस्तु के माप या वर्चुअल 3D रिप्रजेंटेशन बनाने की एक प्रक्रिया है यह भौतिक वस्तु का वर्चुअल रिप्रजेंटेशन है 3D स्कैनर ऑप्टिकल उपकरण हैं जिनका उपयोग 3D माप या 3D स्कैनर बनाने के लिए किया जाता है हमारे पास 3D स्कैनर हैं अगर मैं इसे 3D स्कैनर कहता हूं तो आउटपुट को 3D स्कैन के रूप में जाना जाता है और 3D स्कैन इसका आउटपुट होता है यहां कुछ 3D स्कैनर हैं जैसे की 3D स्कैनर ट्रैक्ट 3D स्कैनर एरिया बेस्ड 3D स्कैनर पोर्टेबल 3D स्कैनर पोर्टेबल 3D स्कैनर को हाथ में पकड़ सकते हैं उदाहरण के लिए मैं इससे इस ऑब्जेक्ट को स्कैन करता हू मैं इससे पहले व्यू साइड व्यू दूसरे व्यू और तीसरे व्यू को स्कैन कर सकता हूं इससे फ्रंट व्यू साइड व्यू टॉप व्यू किसी भी व्यू को देख सकता हूं मुझे केवल यह देखने की ज़रूरत है कि जिस कोण पर मैं स्कैन कर रहा हूं वह सॉफ्टवेयर में भी दर्ज हो रहा है इसलिए मैं उसी इनपुट को सॉफ्टवेयर में डाल रहा हूं तो ये सभी स्कैनर के प्रकार हैं इन आउटपुट्स को 3D स्कैन के रूप में जाना जाता है परंपरागत मैन्युफैक्चरिंग में 3D प्रिंटिंग एक अपवाद की तरह होता है जबकि 3D स्कैनिंग डेटा एकत्र करने और उन्हें डिजिटल रूप में लाने का कार्य है एक हालिया अध्ययन में बताया गया है कि सालाना 3D स्कैनर के उपयोग से उत्पादन में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी यह 15 प्रतिशत एक उच्च दर है वास्तव में पोर्टेबल 3D स्कैनिंग कम लागत वाली होती है इसलिए ये लैब से निकलकर कारखानों तक पहुंचकर उन क्षेत्रो में गति प्रदान कर रही है साथ ही साथ यह सटीकसरल उपयोग करने में आसान और फ्लेक्सिबल भी है 3D स्कैनर वास्तविक वस्तु को स्कैन कर सकते हैं और उसकी एक वर्चुअल इमेज तैयार कर सकते हैं यह इस वस्तु का उत्पादन कर सकता है इसके लिए कोनसी स्टेप्स ली है मैं उनका केवल एक संक्षिप्त परिचय दूंगा तोइन 3 या 4 प्रकार के स्कैनरों में मैं सबसे पहले CMM पर चर्चा करूँगा यहां मैं विस्तार से कोऑर्डिनेट मेजरमेंट मशीन पर चर्चा करूंगा इनकी आर्म्स में या तो फिक्स्ड प्रोब होता है या टच ट्रिगर हेड प्रोब होता है CMM पर 3 D स्कैनिंग हेड को माउंट करना भी संभव है इसलिए हम चर्चा करेंगे कि पोर्टेबल CMM कई फायदे है और कई अलग अलग उपकरण लगाए जा सकते हैं और आसानी से इंटीग्रेट स्कैनिंग और प्रोबिंग करना संभव है तोपोर्टेबल CMM की कुछ लिमिटेशन भी है CMM में आपको फिजिकल लिंक को सतह पर फिक्स करने की आवश्यकता नहीं है हमारे पास एक पोर्टेबल मशीन नहीं है हमारे पास एक पूर्ण विकसित 3D स्कैनर है जिसका बहुत बड़ा औद्योगिक आकार नहीं है लेकिन रिसर्च के लिए आवश्यक आउटपुट देने में काफी सक्षम है हम यहां इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी भी कर रहे हैं दूसरे प्रकार का 3D स्कैनर ट्रैक्ड 3D स्कैनर है 3D स्कैनर में ऑप्टिकल ट्रैकिंग डिवाइस लगा होता है जो की 3D स्कैनर की स्थिति सहित विभिन्न प्रकार के मेजरमेंट उपकरणों को भी ट्रैक कर सकते हैं तो पोजीशन मेथड बाहरी ऑप्टिकल ट्रैकिंग डिवाइस हो सकती है यह स्थिति को स्थापित करने के लिए बाहरी ऑप्टिकल ट्रैकिंग डिवाइस का उपयोग कर सकती है इसलिए वे आमतौर पर मार्करों का उपयोग करते हैं जैसे कि एक्टिव या पैसिव टारगेट जो ट्रैकिंग डिवाइस को स्कैनर से बंधे होते हैं एक अन्य प्रकार का स्कैनर स्ट्रक्चर्ड लाइट स्कैनर है स्ट्रक्चर्ड लाइट से मेरा मतलब है कि ये स्कैनर एक पार्ट पर प्रकाश का एक पैटर्न डालते है इस प्रक्रिया में जब प्रकाश ऑब्जेक्ट को हिट करता है तो एक पैटर्नबनता है या तो LCD प्रोजेक्टर या स्कैन या डिफेक्टिव लेजर बीम में प्रकाश पैटर्न एक दो या कभी कभी अधिक सेंसर प्रोजेक्टिव पैटर्न रिकॉर्ड करते हैं तोइसमें सिर्फ प्रकाश डाला जाता है और ये स्ट्रक्चर्ड लाइट स्कैनर प्रकाश के पैटर्न में होने वाले परिवर्तन द्वारा हमें विभिन्न प्रोफाइल या ऑब्जेक्ट के कर्व्स की जानकारी देता है तो यह एक और तरीका है एक और प्रकार का स्कैनर पोर्टेबल 3D स्कैनर है पोर्टेबल 3D स्कैनर या तो CMM हो सकता है या एक ऐसा स्कैनर जिसे हाथ में पकड़ा जा सकता है पोर्टेबल स्कैनर कहलाता है और इसे मशीन या कॉम्पोनेन्ट पर ले जाया जाता है और यह उसका मेजरमेंट ले सकता है तो ये प्रमुख प्रकार के स्कैनर हैं मैं केवल परिचय दे रहा हूं मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूं ज्यादा विस्तार से समझने के लिए हम आपको नोट्स साझा करेंगे और आप उन्हें पढ़ेंगे 3 D स्कैनिंग कैसे काम करता है जब हम CMM मशीन का उपयोग करते हैं तो क्या होता है यह पॉइंट को टच करता है और स्कैन करने की कोशिश करता है पहला कदम पॉइंट क्लाउड बनाना है मैं इसे लिखूंगा यह कैसे काम करता है पहला कदम पॉइंट क्लाउड है पॉइंट क्लाउड एक बेहतर प्रदर्शन होता है क्योंकि यह वास्तव में डेटा होता हैयह पहला इनपुट है जिसे मैं अपने सॉफ्टवेयर्स से प्राप्त कर रहा हूं तो इसे मैं स्कैन एक्वीजीशनकह सकता हूँ अगर मुझे इस सतह को बनाना है तो पहले पॉइंटो को बनाना होगा इस तरह के कर्व बनाने लिए पहले पॉइंटो को बनाना होगा इस तरह से पॉइंटो को बनाया जायेगा कर्वका मतलब एक सतह से है यहाँ पॉइंट उत्पन्न होते हैं ये पॉइंट हैं यह पॉइंट क्लाउड है तो यह स्कैनिंग परिणाम स्वतन्त्र रूप में हैं यह स्वतन्त्र रूप या अनस्ट्रकचर्ड रूप प्रतीत होता हैकभी कभी कॉम्पोनेन्ट की संरचना एक वृत्त एक शंकु एक प्लेन या एक आयत के आकर की होती है और इन चीजों के आकार ज्ञात होते हैं तब इन्हे स्ट्रक्चर्ड कहा जाता है यह एक प्रकार का स्वतंत्र रूप है हालाँकियदि हम बेज़ियर कर्व्स या स्पलाईन कर्व्स के बारे में जानते हैं तो वे भी वहां मौजूद हैं लेकिन आजकल वे भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं 3D स्कैन का उपयोग करके किसी भी प्रकार के कर्व के कर्वेचर को बनाया जाना संभव है तो पहला पॉइंट पॉइंट क्लाउड है पॉइंट क्लाउड का उपयोग करके हम एक ट्रायंगल मेश बनाते हैं ट्रायंगल मेश क्या है अब यह पॉइंट क्लाउड है हम इस पॉइंट से जुड़ने वाले त्रिभुज को दूसरे पॉइंट के साथ जोड़ देंगे जिसे हम त्रिकोण बना देंगे इसी तरह पूरी सतह त्रिभुज के रूप में होगी इसे ट्रायंगल मेश के रूप में जाना जाता है वास्तव में मैं इसे केवल मेश जनरेशन कहूंगा तीसरा चरण मेश उत्पन्न होने पर हो सकता है हमें मेश को ऑप्टिमाइज़ करने की आवश्यकता है ऑप्टिमाइज़ मेश का अर्थ होता है कि जब हम स्ट्रेंगथ एनालिसिस या हिट एनालिसिस करते हैं तो हमें त्रिकोणों की संख्या पता होना चाहिए त्रिकोणों की संख्या जितनी ज्यादा होती है कंप्यूटेशनल पार्ट भी उतना ही अधिक होता है यह निर्भर करता है कि हमें किस प्रकार की कम्प्यूटेशन करना है इसलिए कम्प्यूटेशन के समय को कम करने और ऑप्टिमम आकार प्राप्त करने के लिए मेश का ऑप्टिमाइजेशन भी महत्वपूर्ण है उदाहरण के लिए यदि यहाँ स्टीप कोण हो सकते हैं यहाँ छोटे मेश ट्रायंगल हो सकते हैं तो यह एक प्रकार की समतल सतह है यहां एक तरह की समतल सतह है तो यहां त्रिकोण बड़े आकार के हो सकते हैं तो हमें संभावित आकार प्राप्त करने के लिए मेश को ऑप्टिमाइज़ करने की जरूरत है तो इसलिए मेश ऑप्टिमाइज़ करने की आवश्यकता होती है उसके बाद चौथे स्थान पर मेश का आउटपुट हो सकता है इसलिए इमेजेस और स्कैन को कॉमन रेफ़्रेन्स सिस्टम में लाया जाता है जहां डेटा को एक पूर्ण मॉडल में विलय कर दिया जाता है पूर्ण मॉडल डेटा को मर्ज कर दिया जाता है और इस प्रक्रिया से पूरा मॉडल एलाइनमेंट या रजिस्ट्रेशन कहलाता है या हम मेश आउटपुट के रूप में कह सकते हैं यह एलाइनमेंट या रजिस्ट्रेशन है इसलिए हमारे पास फ्रंट व्यू का स्कैन है जब हम उन सतहों को अलाइनिंग कर रहे हैं ताकि यह विशिष्ट आकार ठोस आकार प्राप्त कर सके इसे पूर्ण मेश आउटपुट के रूप में जाना जाता है तो इसके बाद आता है मेश इनपुटटू द इंजीनियर मेश इनपुट इंजीनियर वर्कफ़्लो है तो यह आउटपुट है मैं इंजीनियरों को मेश इनपुट दूंगा यह मेश इनपुट इंजीनियरों के पास जाता है और यदि वे चाहे तो वे एक सतह बना सकते हैं या एक ठोस मॉडल बना सकते हैं तो इसका उपयोग करके इन चीजों को बनाया जा सकता है तो यह अगला कदम है यह मेश इनपुट इंजीनियरों को जाता है यह उनके पास कैसे जाता है यह आमतौर पर stl फॉर्मेट में या stl फॉर्मेट में निर्मित होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग स्कैन किए गए फिलिंग होल्स को साफ करने के लिए त्रुटियों को ठीक करने के लिए और फिर डेटा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किया जा सकता है तो परिणामी ट्रायंगल मेश आमतौर पर stl फॉर्मेट में देखा जाता है और हम इसे ज्ञात रूपों में ला सकते हैं जैसे अगर संभव है तो हम इसे बी स्पलाइन या बेज़ियर कर्व्स में बदल सकते हैं अगर यह संभव नहीं है तो भी काम चल जाता है CAD मॉडलिंग को इससे उत्पादित किया जा सकता है तो यह 3D स्कैनिंग के बारे में संक्षिप्त परिचय था आगे जहां हम 3Dस्कैनिंग का उपयोग करते है वो है रिवर्स इंजीनियरिंग अब मैं कोऑर्डिनेट मापने वाली मशीन की ओर बढ़ना चाहूंगा एक कोऑर्डिनेट मापने की मशीन एक ऑब्जेक्ट की भौतिक ज्यामितीय विशेषताओं को मापने के लिए एक उपकरण है जिसे मैंने अभी बताया है यह मशीन एक ऑपरेटर द्वारा मैन्युअल रूप से नियंत्रित की जाती है या यह कंप्यूटर नियंत्रित भी हो सकती है तो हम आपको दोनों ऑपरेशन दिखाएंगे मैनुअल कंट्रोल जॉयस्टिक के साथ और CNC मोड CNC मोड न्यूमेरिकल कंट्रोलकंप्यूटर है हम सिर्फ प्रारंभिक पॉइंट देते हैं यह एक प्रारंभिक पॉइंट है अब प्रत्येक मिमी के बाद या प्रत्येक 2 मिमी के बाद हम दूरी दे सकते हैं यह केवल एक विशिष्ट प्लेन पर या एक विशिष्ट कर्व पर पॉइंटो को रिकॉर्ड करेगा या फिर हम अपने प्रोब की दिशा बदल सकते हैं यह CNC कंट्रोल है मैन्युअल रूप में हम सिर्फ जॉयस्टिक का उपयोग करते हैं हम डेटा को नियंत्रित करने के लिए प्रोब को छू सकते हैं माप इस मशीन की तीसरी मूविंग एक्सिस से जुड़े एक प्रोब द्वारा परिभाषित किया जाता है यहां तीन एक्सिस है x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस Z एक्सिस में तीसरी चलती मूविंग प्रोब लगी होगी जिससे हमें डेटा रिकॉर्ड करने में मदद मिलेगी प्रोब मैकेनिकल ऑप्टिकल लेजर व्हाइट लाइट और कई प्रकार के हो सकते है आप मैकेनिकल ऑप्टिकल लेजर व्हाइट लाइट इन सभी उदाहरणों को जानते हैं लेकिन हमारी मशीन में हमारे यहां मैकेनिकल प्रोब है यह भौतिक रूप से उस कॉम्पोनेन्ट को टच करेगा जिसे हम मापने की कोशिश कर रहे थे यह टच करेगा और यह एक बीप ध्वनि उत्पन्न करेगा और इंडिकेटर झपकेगा इसलिए जब भी हम यहां पर टच करते है यह प्रोब यहां उपयोग करेगी यह मशीन जिससे रीडिंग ले रहे है इसका डिग्री ऑफ़ फ्रीडम 6 है और यहां कोऑर्डिनेट मापने वाली मशीन में इन रीडिंग को गणितीय रूप में मापा जाता है 6 डिग्री ऑफ़ फ्रीडम में सभी डाइमेंशन्स को ध्यान में रखते है और रीडिंग्स को गणितीय रूप में प्रदर्शित करते है जब गणितीय रूप जो रीडिंग को दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी और ऑब्जेक्ट के आकार की तरह प्राप्त किया जा सकता है अगर यह एक फ्री फॉर्म है और फ्री फॉर्म बनाएगा यदि हम जानते हैं कि यदि कोई स्ट्रक्टरड फॉर्म है जिसे हम पहले चुना जा सकता है और केवल यह एक सर्कल है जिसे हम मापने जा रहे हैं एक सर्कल के लिए मापने के लिए 3 पॉइंट न्यूनतम हैं एक प्लेन के लिए एक प्लेन को परिभाषित करने के लिए 3 पॉइंटओं की आवश्यकता होती है एक सिलेंडर के लिए 8 पॉइंट की आवश्यकता एक शंकु के लिए 8 पॉइंट आवश्यक हैं इसलिए मैं इनको समझाऊंगा जब मैं में आपको लैब डेमोंस्ट्रेशन दिखाऊंगा इसलिए इस लेक्चर का उद्देश्य यह है कि मैंने CMM के पार्ट्स से अवगत किया है इस विशिष्ट CMM में हमारी लैब में स्पेक्ट्रम CMM है और अब हम CMM के सिद्धांत और कार्य को समझते हैं तो कोऑर्डिनेट मापने की मशीन में तीन प्रमुख कॉम्पोनेन्ट शामिल हैं नंबर 1 मुख्य संरचना है जिसमें एक्स वाई और जेड तीन एक्सिस मोशन शामिल हैं नंबर 2 प्रोब सिस्टम है जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास एक मैकेनिकल प्रोबिंग सिस्टम है नंबर 3 डेटा कलेक्शन और रिडक्शन सिस्टम है डेटा कलेक्शन डेटा रिडक्शन का मतलब है कि हम डेटा को क्लीन करते हैं डेटा क्लीनिंग है इसलिए इसमें आमतौर पर एक मशीन नियंत्रक शामिल होता है मशीन नियंत्रक एक UCC डेस्कटॉप कंप्यूटर और एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर है अब CMM का कार्य सिद्धांत एक कोऑर्डिनेट मापने की प्रक्रिया एक डिवाइस है जैसा डिजाइन में दिया है उसके अनुसार मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली प्रोसेस का परिक्षण करना है उस परीक्षण के साथ डिजाइन के लिए हमारी मंशा क्या है कि क्या हमारा पार्ट या असेंबली उससे मिलने की कोशिश कर रहा है या नहीं जो X Y और Z निर्देशांक के सटीक रूप से रिकॉर्ड करने से उत्पन्न होते हैं जो तब रिग्रेशन एल्गोरिदम के माध्यम से विश्लेषण किया जा सकता है हमारे पास गणितीय संबंध गणितीय समीकरण हो सकते हैं जो रिग्रेशन एल्गोरिदम भी हैं इसलिए इन्हें रिग्रेशन एल्गोरिदम के माध्यम से उन पॉइंटो के निर्माण के लिए पॉइंटो का विश्लेषण किया जा सकता है जिन्हें हम अंत में उपरोक्त उत्पाद में चाहते हैं अब पॉइंटो को प्रोब का उपयोग करके एकत्र किया जाता है जो कि ऑपरेटर द्वारा मैन्युअल रूप से या सीधे कंप्यूटर नियंत्रण द्वारा स्वचालित रूप से होती है तो CMM का मुख्या भाग एयर बेअरिंग हैं मैं इन पार्ट्स को दिखाऊंगा तो यहां न्यूमैटिक बीयरिंग हैं तो फिर स्केल्स और एन्कोडरस प्रोबिंग सिस्टम सर्वो मोटर्स जो सिर्फ भागों को स्थानांतरित करने के लिए हैं तो कंट्रोल प्रणाली यहां है जॉयस्टिक यहां है सॉफ्टवेयर यहां है सॉफ्टवेयर जो हम उपयोग करते हैं वह है तांग्राम Tangram सॉफ्टवेयर तो CMM के फायदे यह मुझे आपको पूरा लेक्चर ठीक होने के बाद बताना चाहिए था लेकिन यहां फायदे फ्लेक्सिबिलिटी हैं फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि हम इसे मैनुअल या स्वचालित उपयोग कर सकते हैं इसलिए मैनुअल सिस्टम में यह एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो कुछ भी हमें मापना है अगर हमें कुछ प्रारंभिक जानकारी पता है तो बुनियादी जानकारी जिसे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर सकते हैं सेटअप समय कम लगता है इसलिए कि वर्क पीस केवल वर्क टेबल पर सेट किया जाएगा सिंगल सेटअप है सटीकता अधिक है तो यहां ऑपरेटर का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है क्योंकि ऑपरेटर वास्तव में टच नहीं कर रहा है या बस वर्क पीस बनाने के लिए प्रोब को मूव कर रहा है यह अपने आप से बढ़ रहा है बस जॉयस्टिक को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है एक बार जब वह कोऑर्डिनेट को परिभाषित करता है तो वह ओरिजिन को परिभाषित करता है वह प्लेन को परिभाषित करता है एक बार जब प्लेन हमारी प्रोब से परिभाषित होता है तो यह प्लेन को फिक्स करता है यह एक रेफ़्रेन्स प्लेन है जिसका अर्थ है इस रेफ़्रेन्स प्लेन पर आधारित हैं सेटअप में कुछ भी नहीं बदलते हैं तो यह सभी चीजों को एक्यूरेसी से मापेगा तो ऑपरेटर का इन्फ्लुएंस बहुत कम है इसलिए उत्पादकता में सुधार हुआ हैं क्योंकि हमने समय कम किया है ये परस्पर जुड़े हुए हैं तो CMM मशीन जो हमारे यहां है उसका विन्यास 5 6 4 है 5 6 4 क्या है 5 यानि 500 600 और 400 का कार्य क्षेत्र या कार्यस्थान है जो 3 अक्षों में उपलब्ध है 500 मिमी 600 मिमी 400 मिमी ठीक है स्केल विनियमन में 05 माइक्रो मीटर है मशीन की सटीकता 25 माइक्रोमीटर है जो की 250 माइक्रोमीटर स्केल पर है तो यह L मिमी में मानक लंबाई है कोणीय सटीकता का मान कोण के 1 सेकंड के बराबर है ग्रेनाइट फ्लैटनेस ग्रेनाइट की बनी हुई वर्क टेबल है जो हमारे पास है वह जीरो ग्रेड ग्रेनाइट है जिसकी समतलता 2 माइक्रोन प्रति वर्ग मीटर है हमारे माप उपकरणों को इस पर रखना काफी आसान है तो यह शून्य ग्रेड है जिसका थर्मल विस्तार भी 0 है प्रोबिंग सिस्टम यह प्रोबिंग सिस्टम का नाम है यहां मशीन संस्करण CNC संस्करण है मशीन की मात्रा है जैसा कि मैंने कहा कि 56 4 एक्स में एक्स दिशा है हम 500 मिमी आगे बढ़ सकते हैं वाई दिशा में हम 600 मिमी आगे बढ़ सकते हैं जेड दिशा में हम 400 मिमी आगे बढ़ सकते हैं इसलिए नियंत्रक का नाम रेनिशा यूसीसी है यूनिवर्सल CMM नियंत्रक लाइट 2 है जो की यूके से है CMM मशीन में मुख्य संरचना व्यवस्था में पहला प्रकार केंटिलीवर हैं आप जानते हैं कि यह केंटिलीवर बीम है केंटिलीवर बीम X दिशा में चल रहा है कैंटिलीवर बीम एक्स दिशा में स्थानांतरित हो सकता है और इन सभी केंटिलीवर बीम में हमारे पास यह आर्म है जो जेड दिशा में आगे बढ़ सकता है तो दूसरा प्रकार कॉलम प्रकार हैकॉलम प्रकार में हमारे पास टेबल है जो यहां स्थानांतरित हो सकती है यह टेबल X और Y दिशा में जा सकती है Z दिशा में यह आर्म चल सकता है यह कॉलम है जो यहां जुड़ा हुआ है तो इसी तरह हम गैन्ट्री है तो इसमें आप देख सकते हैं कि यह X दिशा में यहां स्थानांतरित हो सकता है तो यह Y दिशा में आगे बढ़ सकता है तो यह Z दिशा में स्थानांतरित कर सकता है अगला है ब्रिज टाइप यह वह मशीन है जो हमारे पास हमारी प्रयोगशाला में है इसमें हमारे पास X दिशा है यह पूरा ब्रिज X दिशा में जा सकता है यह पूरा ब्रिज X दिशा में जा सकता है यह स्तंभ Y दिशा में जा सकता है और यह हाथ Z दिशा में घूम सकता है अगला है हॉरिजॉन्टल आर्म् मशीन्स हॉरिजॉन्टल आर्म् मशीन्स में यह X दिशा में घूर्णन के लिए है यह y के लिए है वास्तव में यह Z होना चाहिए यह Z होना चाहिए और यह Y होना चाहिए ठीक है Z शीर्ष पर होना चाहिए इसलिए इस दिशा में Y है इसलिए विभिन्न प्रकार की प्रोबप्रणाली हैं जैसे कि हमारे पास प्रेरक प्रोब प्रणाली है हमारे पास मशीनिंग केंद्र व्यवस्था है इस प्रोब में इंडक्टिव या इंडक्टिव ट्रांसमिशन के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है फिर ऑप्टिकल ट्रांसमिशन प्रोब ऑप्टिकल ट्रांसमिशन प्रिंसिपल पर काम करते है इसी तरह हम मोटर चालित प्रोब जिसमें सिर्फ मोटर्स होती है और मोटर्स सिर्फ प्रोबको घुमा सकती हैं या प्रोबको आगे बढ़ा सकती हैं तो कई स्टाइलस प्रोब भी हैं तो पहले तीन प्रोब1 2 और 3 में हमारे पास केवल एक स्टाइलस था तो चौथे में एक से अधिक स्टाइलस प्रोबमें यह सिस्टम मोटरचलित सिस्टम हो सकता है लेकिन हम इस पर कई स्टाइलस एक बार कर सकते हैं जैसे रूबी स्टाइलस फिर अलग स्टाइलस और डिस्क स्टाइलसअलग स्टाइलस यह जांच प्रणाली है अब CMM का अनुप्रयोग एयरोस्पेस ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रिवर्स इंजीनियरिंग चिकित्सा प्रौद्योगिकी में है वास्तव में हम इन सभी चीजों में इसे लागू करके इसका उपयोग कर सकते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग उत्पादों को पुनउत्पन्न कर रहा है तो ये तीन औद्योगिक डोमेन हैं 1 2 और 3 तीन औद्योगिक डोमेन हैं तो रिवर्स इंजीनियरिंग इसका एक सामान्य अनुप्रयोग है इसलिए इसके साथ मैं यहां एक ब्रेक लेना चाहूंगा और हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में मशीनिंग विज्ञान प्रयोगशाला में मिलेंगे और हम देखेंगे कि कोआर्डिनेट मेजरिंग मशीन कैसे काम करती है Thank you धन्यवाद